हम होमोग्राफी के गुणों या प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे अब हम कोनिक्स के गुणों को देखेंगे कि वे किस तरह से परिवर्तन की जगह में दिखाई देते हैं इससे पहले हमने एक कोनिक्स के सामान्य प्रतिनिधित्व के बारे में चर्चा की एक गैर सजातीय समन्वय प्रतिनिधित्व में शंकु निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया है ax2bxycy2dx ey f 0 जबकि एक होमोजेनोस कोआर्डिनेट में हम इसे एक साधारण द्विघात संरचना में दर्शा सकते हैं X T CX 0 जहाँ C को निम्नलिखित पैरामीटरद्वारा दिया गया है Ca b2 d2 b2 c e2 d2 e2 f यह 3 x 3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 5 स्वतंत्र पैरामीटर हैं क्योंकि C भी अनुमानित स्थान का एक तत्व है इसलिए यदि मैं C को एक स्केल k के साथ गुणा करता हूं तब भी यह एक ही शंकुधारी रहेगा और इस शंकुओं की एक और दिलचस्प संपत्ति यह है कि समान शंकुओं का दोहरा प्रतिनिधित्व है यह उनकी रेखा स्पर्शरेखा द्वारा एक निरूपण है तो l द्वारा दी गई कोई भी रेखा स्पर्शरेखा लें जो निम्नलिखित संपत्ति को भी संतुष्ट करे lTCl 0 जहाँ C एक दोहरी कोनिक प्रतिनिधित्व है और जिसे C 1 कहा जाता है हमने अपने पिछले व्याख्यानों में इन सभी गुणों की चर्चा की है तो आइए देखें कि एक कोनिक ट्रांसफॉर्मेशन के तहत कैसे जाता है और एक कोनिक कैसे प्रकट होता है इसलिए हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन H पर विचार करें जहां एक बिंदु X को X' में बदल दिया जाए तो सभी बिंदु जो एक शंकु पर पड़े हैं और जो समीकरण X TCX 0 द्वारा दिए गए हैं आइए देखें कि ट्रांसफ़ॉर्म स्पेस में कोनिक्स नियम का पालन करते हुए वे किस प्रॉपर्टी का पालन करते हैं तो हम इस समीकरण को XTCX 0को निम्न रूप H 1X' T CH 1X' 0 में लिख सकते हैं क्योंकि X को H 1X' द्वारा बदल दिया गया है यह H 1X' से आ रहा है X'HX ⇒ H 1X' तो X H 1X' के बराबर है अगर मैं इसे प्रतिस्थापित करता हूं तो मुझे यह समतुल्य रूप H 1X' T CH 1X' 0 मिलता है हम इस समीकरण का एक बार फिर विस्तार करते हैं इसका मतलब है कि यह परिवर्तन संचालन मैट्रिक्स गुणा पर विस्तारित किया जा सकता है जो X'TH TCH 1X'0 है तो आप यहां देख सकते हैं कि एक मात्रा H TCH 1 है यह एक मैट्रिक्स गुणन है और यह एक समग्र है यह आपको एक और मैट्रिक्स प्रदान करेगा और कहेगा कि मैं इस मैट्रिक्स को C' लिख दूं अब यह 3X3 मैट्रिक्स भी है और आप यह पता लगा सकते हैं कि आपके पास ट्रांसफ़ॉर्मेशन स्पेस में भी 3X3 मैट्रिक्स है और जो समीकरण को संतुष्ट करता है X'TCX'0 यह कुछ भी नहीं है लेकिन फिर से एक और कोनिक्स का प्रतिनिधित्व है तो हम इसे विशेष रूप से प्राप्त करते हैं तो इस H TCH 1 द्वारा कि ट्रांसफ़ॉर्म कोनिक्स दी गई है तो एक कोनिक हमेशा कोनिक ही रहता है जो इस विशेष गणितीय अभ्यास का सार है इसलिए परिवर्तन के बाद शंकु एक अपरिवर्तनीय है जैसा कि दोहरे कोनिक के अलावा कुछ भी नहीं है लेकिन इसके बिंदु निरूपण में कोनिक का इनवर्स है इसलिए यदि मैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं मैं इसके संगत दोहरे कोनिक्स को प्राप्त करूंगा और इस परिवर्तन के संबंध में सुसंगत संदर्भ समय 0508 है विशेष रूप से शंकुओं में इस परिवर्तन की एक और दिलचस्प संपत्ति है शंकुओं की एक दिलचस्प संपत्ति है इसलिए दो बिंदु हैं जिन्हें परिपत्र बिंदु के रूप में जाना जाता है हमने समानता परिवर्तन के आक्रमणों के बारे में चर्चा करते हुए पहले ही उल्लेख किया है आपने देखा है कि ये बिंदु समानता परिवर्तन के तहत अपरिवर्तनीय हैं तो परिपत्र बिंदुओं की परिभाषा इस प्रकार दी गई है "यदि I एक समानता है तो परिवर्तनशील बिंदु I J प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन H के अंतर्गत निश्चित बिंदु हैं वे Iα पर भी हैं" मैंने उल्लेख किया है कि आपको इस प्रतिनिधित्व में जटिल प्रतिनिधित्व के साथ दो आयामी प्रक्षेप्य स्थान पर विचार करने की आवश्यकता है जहां एक एक्सिस काल्पनिक है अन्य एक्सिस वास्तविक एक्सिस है और एक स्केल एक्सिस है तो ये दो बिंदु हैं I 1 i 0 and J 1 i 0 और अगर मैं एक बार फिर से परिवर्तन लागू करता हूं तो आपको जटिल स्थान में एक प्रतिनिधित्व मिलता है हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि समानता परिवर्तन के तहत ये बिंदु अभी भी शंकुओं के तहत समान हैं तो वे समानता परिवर्तन के निश्चित बिंदु हैं और यह इस विशेष संपत्ति का सारांश है कि प्रक्षेप्य परिवर्तन एच के तहत परिपत्र बिंदु निर्धारित बिंदु हैं यदि और केवल अगर एच एक समानता है वे अनंत पर भी लाइन में हैं क्योंकि आप ध्यान दें कि उनका पैमाना मतलब यह तीसरा आयाम स्केल वैल्यू है जो 0 है अगर मैं अनन्तता पर लाइन के साथ पॉइंट रिलेशनशिप रिलेशन लागू करता हूं तो यह उस रिश्ते को संतुष्ट करेगा जिसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट स्तंभ बिंदुओं को परिपत्र बिंदुओं और रेखाओं द्वारा दर्शाया गया है जो शिशुओं में होते हैं उन्हें इस भाग को विस्तृत करने के लिए 0 के बराबर होना चाहिए इसलिए यदि मैं निम्नलिखित ऑपरेशन करता हूं 1 i 0 0 0 1 0 यह बिंदु नियंत्रण संबंध है इसलिए प्रत्येक सर्कल I और J में अनंत पर रेखा को काटता है जो कि हर सर्कल की एक और संपत्ति है तो आइए हम इस भाग को विस्तृत करते हैं कहते हैं कि आपने होमोजेनोस कोआर्डिनेट प्रणाली में एक सर्कल का प्रतिनिधित्व माना x12 x22 dx1x3ex2x3f x320 तो उपरोक्त समीकरण एक सर्कल का प्रतिनिधित्व है आप उस x12 x22 को देख सकते हैं जहाँ x12 x22 के गुणांक समान हैं इस मामले में हमने उन गुणांकों के संबंध में इसे नॉर्मलाइज कर दिया है हमें केवल तीन पैरामीटर्स d e f की आवश्यकता है और यह सर्कल का प्रतिनिधित्व है और यहां अगर मैं x3 0 सेट करता हूं जिसका अर्थ है कि आप लाइन को अनंत I पर लाइन की गणना कर रहे हैं क्योंकि कोई भी बिंदु जिसका तीसरा समन्वय 0 है जो अनंत पर लाइन पर झूठ बोल रहा है तो अगर मैं x3 0 सेट करता हूं समीकरण x12 x220होगा और आप ध्यान दें कि ये दो बिंदु I और J हैं वे इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं क्योंकि यदि मैं I के लिए लेता हूं इसका मतलब है I2i20 यानी गोलाकार बिंदु I सर्कल पर मिल रहे है और यह भी अनंत Iα पर लाइन पर मिल रहे है इसलिए यही कारण है कि प्रत्येक सर्कल अनंत Iα पर बिंदु I और J पर रेखा को काटता है तो यह भी परिपत्र बिंदुओं की एक और दिलचस्प संपत्ति है इसलिए चूंकि हमारे पास यह दो सर्कुलर बिंदु हैं इसलिए हम कनिक डुअल्स को भी परिभाषित कर सकते हैं पहले हमने दो परिपत्र बिंदुओं का उपयोग करके शंकुओं के इस दोहरे प्रतिनिधित्व के बारे में चर्चा की है अब हम एक पतित शंकु को परिभाषित कर सकते हैं तो हम निम्न रूप में एक पतित शंकु को परिभाषित कर सकते हैं CαIJTJIT आप देख सकते हैं कि यह 3x3 रूप है और जो अंततः एक सरलीकृत प्रतिनिधित्व में होगा जो इस तरह दिखेगा मतलब आपके पास है Cα1 0 0 0 1 0 0 0 0 यह एक विशिष्ट ड्यूल कोनिक है जो दो गोलाकार बिंदुओं द्वारा बनाई गई है और इस ड्यूल कोनिक की एक बहुत ही दिलचस्प संपत्ति है क्योंकि परिपत्र बिंदु समानता के तहत तय किए गए हैं यह ड्यूल कोनिक भी समानता के तहत तय की जाती है तो यह एक और दिलचस्प विशेषता है इससे पहले हमने उल्लेख किया था कि परिपत्र बिंदु समानता के तहत तय किए जाते हैं इसलिए परिपत्र बिंदुओं का उपयोग करते हुए इस ड्यूल कोनिक का प्रतिनिधित्व भी समानता के तहत तय किया गया है और अनंत पर इस ड्यूल कोनिक की स्वतंत्रता की डिग्री 4 है और इसका निर्धारक 0 के बराबर है यह इस ड्यूल कोनिक की एक अन्य संपत्ति है और दूसरी बात यह है कि अनन्तता की रेखा अनंत पर इस ड्यूल कोनिक की नल्ल वेक्टर है क्योंकि अगर मैं अनंत पर दोहरी शंकु को गुणा करता हूं जिस तरह से हम हैं तो आप इसे बोल सकते हैं यदि मैं अनंत पर लाइन के साथ गुणा करता हूं तो आपको यहां 0 मिलेगा इसका मतलब है Cα0 0 1 0 0 0 आइए चर्चा करें कि होमोग्राफी के तहत कोण को कैसे मापा जा सकता है मान लें कि हमारे पास दो सीधी रेखाएं हैं जैसे कि चित्र में दिखाया गया है जो एक कोण बनाता है और सीधी रेखा की उनकी दिशाएँ l1 l2 और m1 m2 प्रोजैक्टिव स्पेस में हमारे पास यह 3 वेक्टर प्रतिनिधित्व है लेकिन हम जानते हैं उस 3 वेक्टर के पहले दो घटक वे आपको संबंधित दिशा अनुपात प्रदान करते हैं इसलिए इन दो सीधी रेखाओं के बीच के कोण को मापने के लिए इनका उपयोग इस अभिव्यक्ति में दिखाया गया है कि यदि आप इस वैक्टर l1 l2 और m1 m2 के डॉट उत्पाद लेते हैं और तब यदि आप उन्हें सामान्य रूप से यूनिट वैक्टर का प्रतिनिधित्व करते हुए डॉट उत्पाद का प्रतिनिधित्व करते हैं उन दो दिशाओं के बाद आपको कोण का कोसाइन मिलेगा जो कि cos θ है दिलचस्प है हम देख सकते हैं कि यह माप होमोग्राफी के तहत भी किया जा सकता है इन वेरिएशन है जो आपको यह लचीलापन देता है तो मुझे इस संपत्ति के बारे में चर्चा करने दें यहाँ आप देख सकते हैं कि होमोग्राफी के तहत भी cos θ निम्नलिखित रूप में अनंत पर ड्यूल कोनिक का उपयोग करके व्यक्त किया जा सकता है cosθ इसका मतलब है अगर मैं अंश में lTCα लेता हूं जो l1m1l2m2 को व्यक्त करता है यहाँ ध्यान दें C वह अनंत पर ड्यूल कोनिक है और इसके द्वारा दिया गया है lTCαl1 l2 l31 0 0 0 1 0 0 0 0 l1 l2 l3 l1m1l2m2 यह नुमेरटर की गणना करता है इसी तरह l12l22 और m12m22की गणना क्रमशः lTCαऔर mTCα के रूप में की जा सकती है इसलिए cosθlTC m lTC l mTC m यह समान मात्रा की गणना कर रहा है दिलचस्प हिस्सा यह है कि इस उपाय के साथ जुड़ा हुआ एक अदर्शन है विशेष रूप से lTC m यदि मैं होमोग्राफी के अनुरूप रेखाएँ बनाता हूँ और इसी प्रकार के ड्यूल कोनिक के तहत अनंत पर ड्यूल कोनिक को रूपांतरित करते हैं वे समान मात्रा में भी संरक्षित करते हैं तो मैं उसे समझाता हूं तो यह होमोग्राफी के तहत अपरिवर्तनीय है और हम इस संपत्ति का उपयोग करते हैं जहां होमोग्राफी H के परिवर्तन के तहत अनन्तता पर दोहरे शंकु के बीच संबंध और मूल स्थान पर अनन्तता में ड्यूल कोनिक के साथ C H C HT द्वारा दिया गया है और जैसा कि आप जानते हैं कि परिवर्तन के बाद की रेखा भी मूल स्थान से संबंधित रूपांतरित रेखा और मूल रेखा से संबंधित है वे l'H T l से संबंधित हैं इसलिए अगर मैं इस मात्रा को प्रतिस्थापित करता हूं तो मैं आपको व्युत्पत्ति दिखाता हूं तो यह अपरिवर्तनीय बना हुआ है तो l जो होमोग्राफी के तहत रूपांतरित लाइन है यह अब l'lT H 1और फिर C या रूपांतरण के तहत दोहरी शंकु HC HT बन जाती है और फिर यह रूपांतरित लाइन है यह हिस्सा रूपांतरित लाइन है और जैसा कि आप जानते हैं कि H 1H आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा इसी तरह HTH 1 भी पहचान मैट्रिक्स बनाता है तो जो आपको अनिवार्य रूप से मिलता है वह lTC m के बराबर है तो यह है कि यह कैसे एक अपरिवर्तनीय हो जाता है तो cosθ का माप एक ही अभिव्यक्ति है भले ही मैं इसे एक परिवर्तित स्थान में उपयोग करता हूं इसका मतलब है अगर मैं संबंधित लाइनों के ड्यूल कनिक्स के रूपांतरण के सभी संगत रूपांतरित लाइनों के परिवर्तन का उपयोग करता हूं तो हमें भी यही उपाय cosθ मिलेगा कि यह कैसे अपरिवर्तनीय हो जाता है तो एक बार यह प्राप्त किया जाता है तो आपको होमोग्राफ़ी के तहत एक छवि को देखते हुए ऐसा करने के लिए क्या आवश्यक है आप अनन्तता पर अनंत दोहरी लाइन शंकु में परिवर्तित दोहरी शंकु की गणना करना चाहेंगे जो कि lTC m और यदि आप वह प्राप्त कर सकते हैं तो आप इस संबंध का उपयोग मूल स्थान में उन दो पंक्तियों द्वारा गठित मूल कोण को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि मूल स्थान में दो परपेंडिकुलर रेखाएं हैं और होमोग्राफी के तहत परिवर्तन के बाद भी वे परपेंडिकुलर नहीं रहेंगे लेकिन यह संबंध अभी भी बना रहेगा और जैसा कि आप जानते हैं कि इस लंबवत कोण के बीच का कोण 0 के बराबर है तो हम हमेशा दो पंक्तियों की इस orthogonality संपत्ति कह सकते हैं वे ट्रांसफ़ॉर्म किए गए स्थान पर अनंत में इस दोहरी लाइन कोनिक्स का उपयोग करके संरक्षित हैं तो हम निम्नलिखित पर विचार करें यदि l और m ऑर्थोगोनल हैं तो l'Cm'0 है ध्यान दें कि l' m' and C सभी मात्राएँ परिवर्तित स्थान पर हैं तब वास्तव में l'Cm' 0 के बराबर होना चाहिए इसलिए इसका उपयोग एंगल को मापने के लिए और वास्तव में मैट्रिक्स गुणों को पुनर्प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है जैसा कि हम अगली स्लाइड में बता सकते हैं तो पहले हमें C का अनुमान लगाने की आवश्यकता है इसका मतलब है परिवर्तन के तहत अनंत पर दोहरी लाइन कोनिक्स के तहत दोहरी लाइन कोनिक्स और परिवर्तन के तहत हम अनंत पर इस संपत्ति का उपयोग करेंगे जिसका अर्थ है कि मैं उन लाइनों को बदल लाइनों पर विचार करेंगे तो l'Cm'0 इस तरह से जो मुझे एक समीकरण देगा चूंकि शंकुओं में पाँच स्वतंत्र पैरामीटर होते हैं तो न्यूनतम 5 ऐसे ऑर्थोगोनल जोड़े की जरूरत है जो इसे हल करने के लिए पांच अलग अलग समीकरण देते हैं तो एक विशिष्ट समीकरण इस तरह दिखेगा तो आप एक विशेष लाइन को l और m कहते हैं हम उस स्थान में l और m पर विचार कर सकते हैं इसलिए केवल एक उल्लेखनीय विवरण के अंकन में कोई समस्या नहीं है तो आप इस समीकरण का उपयोग करेंगे तो l को l1 l2 l3 के रूप में दर्शाया गया है m को m1 m2 m3 के रूप में दर्शाया गया है और आप देख सकते हैं कि समीकरण l'Cm'0 है जहाँ C एक सामान्य कोनिक है मैं यह अनुमान लगा रहा हूँ और मैं उनके द्वारा संगत कोनिक C की जगह ले रहा हूँ और जिसे मापदंडों T द्वारा दर्शाया गया है जिसका अर्थ है कि मैं C को कॉलम वेक्टर a b c d e f के रूप में लिख सकता हूँ आप जानते हैं कि ये पैरामीटर हैं और सी को उन मापदंडों का उपयोग करके एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जिनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि इस पैरामीटर का उपयोग करके सी का प्रतिनिधित्व कैसे किया जा सकता है तो आपको इस समीकरण का उपयोग करके इस पैरामीटर को प्राप्त करना होगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि छह पैरामीटर हैं और पांच समीकरण हैं और वास्तव में इसका एक सजातीय समीकरण है इसलिए आपको सजातीय समीकरणों के सेट को हल करने के लिए पहले हमारे द्वारा उपयोग की गई विधि का उपयोग करने की आवश्यकता है हम सी प्राप्त करने के लिए होमोजेनोस एक्वेशन के एक सेट को हल करने के लिए प्रत्यक्ष रैखिक परिवर्तन विधि को लागू कर सकते हैं और इसका मतलब है कि अगर मैं इसे मैट्रिक्स के संदर्भ में व्यक्त करता हूं कहते हैं पांच समीकरणों का सेट तो निम्नलिखित तरीके से l1 m1 12l1 m2l2 m1 l2 m2 12l1 m3l3 m1 12l2 m3l3 m2 l3 m3 मैं एक मैट्रिक्स गुणन के रूप में समीकरणों के सेट का प्रतिनिधित्व कर सकता हूं जहां ऑर्थोगोनल लाइनों के प्रत्येक जोड़े के लिए A की प्रत्येक पंक्ति इस विशेष पंक्ति द्वारा बनाई गई है और अगर पांच हैं तो पांच ऐसी पंक्तियां होंगी यदि अधिक हैं तो अधिक पंक्तियां होंगी और आपको कम से कम चौकोर विधि का उपयोग करना होगा तो आपको इस मानदंड को कम करना होगा AC2 21 इसलिए इस संदर्भ में एक समस्या कथन है हम जानते हैं कि समीकरणों के इस विशेष सेट9set का समाधान यह होगा कि आपको ATA के संबंधित प्रतिजन को लेना होगा तो ATA के आइजन वेक्टर में न्यूनतम आइगेनवैल्यू है तो यह इस मैट्रिक्स C का एक समाधान होगा अन्यथा आप इसे गैर समरूप समीकरणों के एक गैर सेट में बदल सकते हैं जब आप बिल्कुल पांच समीकरणों के साथ काम कर रहे हों तो f 1 को फिर से एक बार फिर भी सेट करें कि कोनिक के प्रतिनिधित्व में सीमा f 0 है तो यह काम नहीं करेगा लेकिन हम मान लेते हैं कि हम आपकी विशेष रूप से दी गई समस्या में कुछ गैर शून्य f के साथ काम कर सकते हैं फिर आप गैर समरूप समीकरणों का उपयोग कर सकते हैं और समीकरणों के दाहिने हाथ में f के मान लगाकर व्युत्क्रम का उपयोग कर सकते हैं हमने इन सभी तरीकों पर चर्चा की है तो इस तरह की तकनीक का उपयोग करने से आप शंकुओं का अनुमान लगा सकते हैं और अनंत पर दोहरी शंकु की दोहरी रेखा कोनिक का भी अनुमान लगा सकते हैं और फिर हमें इस ऑपरेशन को करने की आवश्यकता है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अनंत पर ड्यूल लाइन कोनिक एक रैंक कमी मैट्रिक्स है तो यह रैंक 2 मैट्रिक्स होना चाहिए तो हम क्या करते हैं जो हम आपको बता सकते हैं कि हम यहां प्रदर्शन कर सकते हैं कि हम C पर सिंगुलर मान का डिकम्पोजिशन कर सकते हैं और न्यूनतम एकल मान को 0 के रूप में सेट कर सकते हैं तो मुझे यह भी समझाएं कि आप एक C प्राप्त करते हैं और आप सिंगुलर मान का डिकम्पोजिशन जो हम जानते हैं कि विलक्षण सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन उप C इस तरह से दर्शाया जा सकता है CUDVT जहां D एक डायगोनल मैट्रिक्स है और इसके सिंगुलर मानों को 1 0 0 0 2 0 0 0 3 के रूप में दिया जाता है और U एक 3 x 3 मैट्रिक्स है और VT भी है 3x3 मैट्रिक्स भी हम 3 0 सेट कर सकते हैं और मान लें कि 1 को इस तरह से पुनर्व्यवस्थित किया गया है जैसे कि 1 तो अधिकतम 2 और फिर 3 तो 3 0 सेट करें फिर उस संशोधित को अपने अनुमान के रूप में उपयोग करें तो UDV का उपयोग करें जहां D एक डायगोनल मैट्रिक्स है 3 को 0 पर सेट किया गया था अर्थात हम इसे रैंक 2 मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं तो इस तरह से आप अनन्तता पर ड्यूल कोनिक का अनुमान लगा सकते हैं या रूपांतरित स्थान पर अनन्तता पर ड्यूल लाइन कोनिक का अनुमान लगा सकते हैं अब आप इसका उपयोग करके एक मीट्रिक सुधार कर सकते हैं जिसका मैं उल्लेख कर रहा था तो आइए हम उस भाग पर भी चर्चा करें तो हम मीट्रिक गुणों को कैसे पुनर्प्राप्त कर सकते हैं इसलिए अब हम क्या करने के लिए समान होंगे हमें C से होमोग्राफी का अनुमान लगाने की आवश्यकता है और हमने देखा है कि समानता के तहत यह ड्यूल लाइन कोनिक संरक्षित बनी हुई है तो हम क्या कर सकते थे होमोग्राफी को किसी भी समानता होमोग्राफी से गुणा किया जा सकता है यह अभी भी समान रहेगा और गुण भी समान रहेंगे तो आइए समानता पर विचार करें इस मैट्रिक्स की गणना की जाएगी जिसका अर्थ है कि उदाहरणों के बीच की दूरी के अनुपात उन सटीक दूरी को संरक्षित करेंगे जो आप इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं इसलिए हम होमोग्राफी की गणना करने के लिए मैट्रिक्स अपघटन विधि का उपयोग कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि मुझे होमोग्राफी मैट्रिक्स की आवश्यकता इस तरह से है कि मुझे ट्रांसफ़ॉर्म किए गए दोहरी लाइन शंकु को प्राप्त करना चाहिए जो हमने अनंत पर दोहरी लाइन शंकु का अनुमान लगाया है और इस C पर ध्यान दें अनंत पर दोहरी रेखा शंकु है और जो इस विशेष मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 0 द्वारा दिया गया है तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को इस तरह से विघटित कर सकता हूं कि हमारे पास इस रूप में और इस 3 मैट्रिस के मध्य में है आपके पास इस तरह का एक मैट्रिक्स है तो यह एक होमोग्राफी हो सकता है इसलिए ऐसा एक उदाहरण एक ऐसा तरीका हो सकता है CU1 0 0 0 1 0 0 0 0 UT का अर्थ है क्योंकि यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि शंकु एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसे हम कर सकते हैं इस तरह से विघटित होने पर हम एकवचन मानों को इस तरह समायोजित कर सकते हैं कि दो मात्राएँ 1 1 होगी और तदनुसार U और UT के कॉलम समायोजित किए जाएंगे तो अब आप देखते हैं कि यदि आप इस तरह के डीकॉम्पोजिसन का उपयोग करते हैं तो इसका एक विलक्षण मूल्य डीकॉम्पोजिसन होता है जैसा कि हमने किया था लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को समायोजित किया जा सकता है इस तरह से कि दोनों सिंगुलर9singular मान एक हो जाते हैं तदनुसार हमें स्तंभों को समायोजित किया जाना चाहिए इसलिए जैसा कि आप देखते हैं कि मध्य 1 अनंत काल में C या ड्यूल लाइन कोनिक की संरचना को संतुष्ट करता है और फिर हम U को होमोग्राफी के रूप में ले सकते हैं और हम इस होमोग्राफी के इनवर्स को छवि को सुधारने के लिए लागू कर सकते हैं या मीट्रिक गुणों को पुनर्प्राप्त करना जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि आप दूरियों के अनुपात प्राप्त कर सकते हैं तो इसके साथ मैं इस व्याख्यान को समाप्त करता हूं और इस विषय को भी विशेष रूप से इस सारांश के साथ बताता हूं कि हमने होमोग्राफी के तहत विभिन्न परिवर्तन का अध्ययन किया है जैसे कि हमने अध्ययन किया कि कैसे एक बिंदु को दूसरे स्थान में रूपांतरित स्थान के साथ बदल दिया जा सकता है कि वे कैसे संबंधित हैं वे एक नन सिंगुलर 3 x 3 मैट्रिक्स से संबंधित हैं और जिसे यह कहा जाता है कि यह परिवर्तनशील स्थान में बिंदुओं की सह रैखिकता को संरक्षित करता है यह उलटा है और इसी के साथ एक लाइन भी ट्रांसफ़ॉर्मेड स्पेस और रिलेशनशिप में दूसरी लाइन में तब्दील हो जाती है रूपांतरित रेखा और मूल रेखा के बीच इस l'H Tl द्वारा दिया गया है जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के इनवर्स का संक्रमण है फिर परिवर्तन के बाद वे जो कोनिक बने रहते हैं और उनके संबंध को यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है इसी प्रकार ड्यूल कोनिक्स का प्रतिनिधित्व भी आप जानते हैं कि परिवर्तन के स्थान और परियोजनागत परिवर्तन में वे मान्य हैं जो वे विभिन्न समूहों का निर्माण करते हैं जो वे एक समूह बनाते हैं इसलिए यह एक प्रक्षेपवक्र रैखिक समूह है और विभिन्न उप समूह और उनके पदानुक्रम हैं जिनकी हमने चर्चा की है जैसे कि हमने चर्चा की है आजादी के 8 डिग्री वाले प्रॉजेक्टिव लीनियर ग्रुप के बारे में फिर एफाइन ग्रुप के पास 6 डिग्री की आजादी और यूक्लिडियन ग्रुप में स्वतंत्रता की 4 डिग्री और ओरिएंटेड यूक्लिडियन ग्रुप की 3 डिग्री होती है संयोग से यूक्लिडियन समूह एक समानता परिवर्तन है जो हमने चर्चा की और उन्मुख यूक्लिडियन समूह उनमें से एक एक आइसोमेट्रिक परिवर्तन है जैसा हमने चर्चा की फिर हमने परिपत्र बिंदुओं के शंकुधारी दोहरे के बारे में चर्चा की और आपने इसके विभिन्न दिलचस्प गुणों को देखा है जैसे कि पहली चीज यह समानता परिवर्तन के तहत अपरिवर्तनीय है फिर अनंत पर लाइन इस विशेष कोनिक का एक वेक्टर है यह दो रेखाओं के कोण के कोसाइन को संरक्षित करता है दिलचस्प है कि परिवर्तन के तहत इसलिए मुझे यह कहना चाहिए कि परिवर्तित ड्यूल कोनिक का उपयोग करके आप इस कोण के कोसाइन की गणना कर सकते हैं तो यह एक विशेष संपत्ति है कि कैसे कोण के कोसाइन को रूपांतरित ड्यूल कोनिक का उपयोग करके गणना की जा सकती है और होमोग्राफी9homography का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है कुछ उदाहरण यहां दिए गए हैं जैसे कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं कि आप छवियों को सुधारने के लिए होमोग्राफी का उपयोग कर सकते हैं दो प्रकार के सुधारों पर चर्चा की गई है एक आयताकार सुधार है दूसरा एक स्तरीकरण है जो आपको मीट्रिक गुणों को विशेष रूप से आनुपातिक दूरी को पुनर्प्राप्त करने में मदद करता है जिसे आप गणना कर सकते हैं कि आप उस सुधार को कम कर सकते हैं तो इसके साथ मैं अपने व्याख्यान को यहां रोक दूं और मेरे व्याख्यान को सुनने के लिए धन्यवाद हम अगले व्याख्यान से अन्य विषयों पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे